अभिवादन टीएएलई मॉड्यूल 3 यूनिट 6 में आपका स्वागत है मॉड्यूल 3 की पिछली इकाइयों में मस्तिष्क की संरचना और हमारी समझ के आधार पर और कुछ निर्देशात्मक तरीकों का उपयोग कैसे किया जा सकता है हमने मुख्य रूप से देखा कि स्मृति कैसे बनती है हम स्मृति में कुछ कैसे बनाए रखते हैं और सीखने से हम वास्तव में क्या समझते हैं और सीखने की प्रक्रिया में क्या शामिल है हम अपने आवश्यक शिक्षण को प्राप्त करने के लिए कक्षा में छात्रों के साथ बातचीत में वास्तव में कुछ गतिविधियों को कैसे करते हैं जिसे हम सीखना कहते हैं हम एक बार फिर समीक्षा करेंगे कि सीखने से हमारा क्या मतलब है इस इकाई में हम कुछ निर्देशात्मक घटकों को देखेंगे जो कि शिक्षण गतिविधियों के प्रकार हैं जो सामग्री से स्वतंत्र हैं इन घटकों का उपयोग किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम में किया जा सकता है हम कुछ निर्देशात्मक घटकों को देखते हैं जिन्हें हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं इस इकाई में हम दो बातों पर ध्यान देने जा रहे हैं एक लक्ष्य और प्रतिक्रिया है और दूसरा उपमा है इस इकाई में हमारा ध्यान उनकी भूमिका पर होगा और किसी को उनका उपयोग कैसे करना चाहिए हमने टीएएलई 1 और टीएएलई मॉड्यूल 2 दोनों में सीखने और शिक्षा के बारे में विस्तार से बात की लेकिन एक बार फिर आइए एक समीक्षा करते हैं सीखना समझ बनाने की एक सक्रिय प्रक्रिया है जो सीखी गई चीज़ों की व्यक्तिगत व्याख्या बनाती है कृपया ध्यान दें कि जब कुछ प्राप्त होता है तो आप इसे केवल स्मृति में रखेंगे और इसे बनाए रखेंगे बशर्ते कि आपने जो सीखा है उसकी अपनी व्यक्तिगत व्याख्या जोड़ें लेकिन सीखने में केवल तथ्यों की व्यक्तिगत व्याख्याओं को संग्रहित करना शामिल नहीं है क्योंकि हम में से प्रत्येक किसी दिए गए तथ्य की अलग अलग व्याख्या कर सकता है लेकिन प्रतिधारण की आवश्यकताओं में से एक उन्हें इस तरह से जोड़ना है जो विचारों को अन्य विचारों और पूर्व सीखने से जोड़ता है और इसलिए अर्थ और समझ पैदा करता है यह वास्तव में उस संदर्भ में सीखने का गठन करता है जहां हम अभी काम कर रहे हैं एक बार फिर अर्थ पर्याप्त नहीं है शिक्षार्थी को उन परिस्थितियों को जानना चाहिए जब विचार प्रासंगिक होते हैं और सीखने को कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं उदाहरण के लिए कब उपयोग करना है किस संदर्भ में उपयोग करना है मैं इस सीख का उपयोग कब कर सकता हूं जो मेरे पास है यह भी सीखने का हिस्सा है छात्रों को समस्याओं को हल करने निर्णय लेने और अन्य उपयोगी कार्यों को करने के लिए इस ज्ञान का उपयोग करने के तरीके सीखने चाहिए इन सभी गतिविधियों में शामिल है जिसे आप सीखना कहते हैं यह उत्पादक सोच शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है जब आप शिक्षा कहते हैं तो यह इन सभी विशेषताओं के साथ इन सभी क्षमताओं के साथ सीखना है कार्य दो तरह के होते हैं एक है रिप्रोडक्शन टास्क और दूसरा है रीजनिंग टास्क आइए रिप्रोडक्शन टास्क को देखें छात्र ज्ञान या कौशल को दोहराता है जो सीधे शिक्षक द्वारा सिखाया गया है या सीधे संसाधनों में समझाया गया है संसाधन हमारा मतलब है पाठ्यपुस्तकें इंटरनेट संसाधन आदि जब कोई छात्र जानकारी को पुन पेश करने का प्रयास कर रहा है तो वह इसे कमोबेश शब्दशः या भाषा में मामूली बदलाव के साथ पुन प्रस्तुत कर रहा है लेकिन ध्यान उसे प्रस्तुत किए गए ज्ञान को पुन प्रस्तुत करने या दोहराने पर है उदाहरण के लिए एक लेबल किए गए आरेख की प्रतिलिपि बनाना शिक्षक कक्षा में एक आरेख बनाता है और फिर वह प्रत्येक तत्व को लेबल करता है और छात्र से यह याद रखने की अपेक्षा की जाती है कि वह उसे पुन उत्पन्न करे उदाहरण के लिए जिस तरह से इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रोग्रामिंग के साथ समस्या समाधान सिखाया जा रहा है छात्रों को कक्षा में प्रस्तुत 'C' में एक निश्चित संख्या में कार्यक्रम पढ़ाए जाते हैं छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह लिखित परीक्षा में उन्हें पुन प्रस्तुत करे या प्रयोगशाला में इसे पुन पेश करे और इसे कार्य करे या पहले दी गई परिभाषा या सरल व्याख्या को याद करे किसी चीज को परिभाषित करना पहले दिखाए गए तरीके से गणना को पूरा करना और यहां तक कि कक्षा में प्रस्तुत किए गए प्रमेय को साबित करना भी पुनरुत्पादित होने की उम्मीद है एक समस्या को हल करने के लिए छात्र द्वारा किए जाने वाले चरणों की एक श्रृंखला है और आप छात्र से उन चरणों को पुन पेश करने और समस्या को हल करने की अपेक्षा करते हैं ये रिप्रोडक्शन टास्क हैं जब आप इन कार्यों को देखते हैं तो वे ब्लूम के टैक्सोनॉमी Bloom's taxonomy स्तरों पर कम होते हैं जिसका अर्थ है कि लगभग वे याद स्तर के स्तर पर या कभी कभी लागू श्रेणी में निष्पादन स्तर पर आते हैं इन पुनरुत्पादन कार्यों के लिए शिक्षार्थी को सामग्री को संसाधित करने या सीखने को लागू करने या इसे समझने की भी आवश्यकता नहीं होती है इसका मतलब है कि मुझे जो कुछ भी उत्पादन करने के लिए कहा गया था उसे समझे बिना भी मैं पुन पेश कर सकता हूं मुझे सामग्री याद है और मैं पुन पेश करता हूं हालांकि इस तरह की चीजें कार्य को सरल बनाती हैं लेकिन इसका नुकसान यह है कि इसके लिए शिक्षार्थियों को अर्थ बनाने और इसे अपने मौजूदा सीखने से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है इसका मतलब है कि जैसा कि हमने पहले बताया वे गतिविधियाँ जो ज्ञान या जानकारी को कार्यशील स्मृति से दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करने और उसे बनाए रखने में शामिल हैं जरूरी नहीं कि पुनरुत्पादन कार्यों में उन कार्यों की आवश्यकता हो रीजनिंग टास्क छात्र को जो सीखा है उसे प्रसंस्करण और लागू करना चाहिए उन्हें मौजूदा सीखने और अनुभव से जोड़ना चाहिए ध्यान दें कि हम इसे मौजूदा सीखने के साथ जोड़ने शब्दों का उपयोग कर रहे हैं यह लिंकिंग उन इकाइयों से एक प्रक्रिया है जहां हमने पता लगाया कि दिमाग कैसे सीखा हम लगातार शब्द का उपयोग कर रहे थे जो इसे अन्य एनग्राम से जुड़े एनग्राम के एक समूह के साथ जोड़ रहे थे लिंकिंग शब्द का प्रयोग नियमित रूप से किया जाता है जो अच्छी शिक्षा में शामिल होता है ऐसा करते समय उन्हें इसके साथ सोचना चाहिए ब्लूम की वर्गीकरण पर कार्य अपेक्षाकृत अधिक है और उच्च संज्ञानात्मक स्तरों को संबोधित करने की आवश्यकता है तर्कसंबंध विकसित करता है निर्माण के बीच या एनग्राम के बीच इसका मतलब है कि व्यापक रूप से अलग अलग छोटे संजाल आपस में जुड़े हुए हैं इस तरह जैसे ही एक संजाल को लागू किया जाता है दूसरे संजाल भी उसमें शामिल हो जाते हैं जब आपके पास तार्किक कार्य होते हैं तो आप ऐसी चीजों की ओर ले जाते हैं अभी अधिकांश कॉलेजों में वास्तव में क्या हो रहा है जिन शिक्षकों को कम समय में बहुत सारी सामग्री को कवर करना होता है या जो ऐसे छात्रों को पढ़ाते हैं जिनके तर्क कौशल कमजोर हैं वे अक्सर पुनरुत्पादन कार्यों से चिपके रहते हैं और यहां तक कि कम संज्ञानात्मक स्तरों पर आकलन भी करते हैं यह परोक्ष रूप से हो रहा है और जानबूझकर नहीं जब पाठ्यचर्या बहुत अधिक भारित होती है अर्थात किसी विशेष पाठ्यक्रम की सामग्री विशाल होती है या जब विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले छात्रों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है तो पूरी प्रणाली समय के साथ खुद को समायोजित करती है या शिक्षकों को पुनरुत्पादन कार्यों के लिए बांधती है जब आप मुख्य रूप से कक्षा में पुनरुत्पादन कार्यों से चिपके रहते हैं तो आकलनों में संज्ञानात्मक स्तरों में नीचे आने का एक तरीका होता है यहां तक कि एक अच्छा शिक्षक जो समझा सकता है वह छात्रों आदि से अच्छी तरह से संवाद करता है एक संख्या के अनुसार यह संख्या 2० एक निरपेक्ष बात नहीं है जितनी जल्दी सीखी जा सकती है उससे कम से कम 2० गुना तेजी से सामग्री वितरित करता है बेशक यह 20 कमजोर शिक्षार्थियों पर लागू होता है तेजी से सीखने वाले समय के साथ चलने में सक्षम हो सकते हैं लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि शिक्षक को जितना समय लेने के लिए मजबूर किया जाता है वह छात्रों को सीखने की सुविधा के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि सीखने के लिए जानकारी को संसाधित करने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है उसके कारण छात्रों को मौका नहीं मिलता है या अपने स्वयं के अर्थ बनाने की आवश्यकता नहीं होती है यहां तक कि छात्रों को भी अपने स्वयं के अर्थ बनाने के प्रयास को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और किसी तरह पुनरुत्पादन के माध्यम से सीखने का सहारा लिया जा रहा है या मुख्य रूप से पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है बेशक यह सार्वभौमिक रूप से सच नहीं है कुछ अच्छे छात्र इन सब के बावजूद प्रबंधन करते हैं वे अतिरिक्त प्रयास करते हैं वे स्वाभाविक रूप से जानकारी को अवशोषित करने और तर्क को पूरा करने में सक्षम होते हैं और सभी तर्कों को लागू करते हैं और अच्छी तरह से सीखते हैं लेकिन वह कक्षा में जो हो रहा है उसके कारण नहीं है अब हम औपचारिक रूप से निर्देशात्मक घटकों को देखते हैं निर्देशात्मक घटक क्या हैं निर्देश के तत्व जो सीधे सामग्री से संबंधित नहीं हैं इसका मतलब है चाहे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फ्लूइड मैकेनिक्स या ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहा हूं विषय चाहे जो भी हो लेकिन अगर मैं अपने वास्तविक कक्षा निर्देश में इन निर्देशात्मक घटकों का उपयोग करता हूं तो वे प्रभावी निर्देश की सुविधा प्रदान करते हैं जिससे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकती है यही निर्देशात्मक घटक है इसका मतलब है जब मैं कुछ सिखाना चाहता हूं तो मैं निर्देशात्मक घटकों की एक श्रृंखला का उपयोग करना चाहता हूं और उन्हें अपने विशेष तरीके से अनुक्रमित करना चाहता हूं बड़ी संख्या में निर्देशात्मक घटक हैं वास्तव में साहित्य 60 से 70 निर्देशात्मक घटकों की रिपोर्ट करता है उनमें से कुछ अतिव्यापी हो सकते हैं लेकिन अच्छे शिक्षकों द्वारा बड़ी संख्या में निर्देशात्मक घटक बनाए गए हैं और उन पर शोध किया गया है और उनकी प्रभावशीलता को भी मापा जाता है ताकि हम खुद को समझा सकें कि हम इन निर्देशात्मक घटकों का उपयोग कर सकते हैं आइए कुछ नमूनों को देखें जो एक ही स्थान पर रिपोर्ट किए गए हैं ये जरूरी नहीं कि इसके महत्व के संदर्भ में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित हों उदाहरण के लिए अग्रिम आयोजक उपमाएं प्रामाणिक कार्य अनुशिक्षण सहयोगात्मक कार्य सहकारी कार्य प्रदर्शन विस्तार उदाहरण गैर उदाहरण प्रतिक्रिया निर्देशित अभ्यास स्वतंत्र अभ्यास सहकर्मी शिक्षण निजीकरण पूर्वावलोकन पारस्परिक शिक्षण प्रतिबिंब समीक्षा सामूहिक कार्य वगैरह हम उनमें से कुछ को वर्तमान इकाई और निम्नलिखित इकाई में चुनेंगे और इन अनुदेशात्मक घटकों को देखेंगे इसके पीछे क्या मंशा है इसे कैसे लागू किया जा सकता है कुछ निर्देश घटकों के साथ काफी संचित अनुभव मौजूद है इनमें से कुछ निर्देश घटक दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावी हैं लेकिन एक बार फिर अगर यह एक उदाहरण में प्रभावी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह किसी अन्य संदर्भ में भी उतना ही प्रभावी होगा यहीं से निर्देशात्मक स्थितिजन्य कारक चित्र में आएंगे लेकिन कुल मिलाकर विशिष्ट निर्देशात्मक घटक हैं जिनका अधिकतम प्रभाव होगा आइए उनमें से कुछ को देखें व्यापक संदर्भ में निर्देशात्मक घटकों का आरेखीय प्रतिनिधित्व दिया गया है संपूर्ण मॉड्यूल 2 निर्देश से संबंधित है इसलिए जब आप निर्देश करते हैं तो आप कुछ दृष्टिकोण का पालन कर रहे होते हैं हम इन अनुदेशात्मक उपागमों को निम्नलिखित इकाइयों में देखेंगे उदाहरण के लिए ये दृष्टिकोण प्रत्यक्ष निर्देश हो सकते हैं मैं इसे कक्षा व्याख्यान नहीं कहूंगा लेकिन प्रत्यक्ष निर्देश या आमने सामने निर्देश परियोजना आधारित निर्देश समस्या आधारित निर्देश अनुभवात्मक शिक्षा अनुकरण आधारित निर्देश और इसी तरह आगे सामग्री अनुक्रमण के संबंध में भी एक विकल्प है यह व्यक्तिगत शिक्षकों के लिए एक प्राथमिकता है उदाहरण के लिए आप आसान से कठिन समस्याओंअवधारणाओं ठोस से अमूर्त अवधारणाओं या अमूर्त से ठोस अवधारणाओं के साथ शुरुआत करना चाह सकते हैं जब आपकी कक्षा में बहुत होनहार विद्यार्थी होंगे तो यदि आप आसान से कठिन चीजों से धीरे धीरे जाने की कोशिश करेंगे तो वे अधीर हो जाएंगे वे कहते हैं कि आप मुझे पूरी तस्वीर दें और वे उसे कबज़ा करने में सक्षम हैं तो अमूर्त से ठोस इसे करने के उनके तरीकों में से एक है या सामान्य से विशिष्ट और इसी तरह निर्देश निर्देशात्मक घटकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करता है इसलिए आप जो भी तरीका अपनाएं हम कहें कि प्रत्यक्ष निर्देश शिक्षक किसी भी निर्देशात्मक घटक का उपयोग कर सकता है जिसे वह उस विशिष्ट पाठ्यक्रम के परिणाम के लिए उपयुक्त समझता है जिसे वह संबोधित कर रहा है या विषय की प्रकृति के साथ साथ उपलब्ध संसाधनों के आधार पर और इसी तरह सभी विकल्प शिक्षक द्वारा किए जाते हैं सभी निर्देशात्मक घटकों में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य और प्रतिक्रिया हैं जब भी कोई छात्र पहली बार किसी अवधारणा या सिद्धांत या किसी विशिष्ट प्रक्रिया को सीखने की कोशिश कर रहा होता है तो छात्र पहली बार में पूरी तरह या सटीक रूप से अर्थ का निर्माण नहीं करता है जब इसे पहली बार प्रस्तुत किया जाता है तो वे एक अवधारणा को दूसरे से पूरी तरह या सटीक रूप से जोड़ने में सक्षम नहीं होंगे वे कुछ त्रुटियां करेंगे यहां तक कि मेधावी छात्र भी कुछ त्रुटियां कर सकते हैं या कभी कभी वे छोड़ भी देते हैं छात्रों को यह जानने की जरूरत है कि वे क्या त्रुटियां कर रहे हैं और वे अपने निर्माण को बेहतर बनाने के लिए क्या चूक कर रहे हैं यदि वे अपने मस्तिष्क में ज्ञान का निर्माण करने के तरीके में गलती करते हैं तो नई स्थिति में सटीक रूप से लागू करने की उनकी क्षमता सही नहीं होगी एक शिक्षक की भूमिकाओं में से एक यह सुनिश्चित करना है कि जहाँ तक संभव हो इन निर्माणों को शिक्षार्थियों के मस्तिष्क में सही ढंग से बनाया जाए एक तरीका यह है कि शिक्षक छात्रों को प्रतिपुष्टि देने की कोशिश कर रहा है कि चूक या त्रुटियां कहां हो रही हैं शिक्षक को अपने सीखने में सुधार करने में मदद करने के लिए छात्रों की समझ पर इस प्रतिपुष्टि की भी आवश्यकता होती है जब तक शिक्षक को पता नहीं चलेगा वह सीखने में सुधार के लिए उपयोगी प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा शिक्षक इस प्रतिपुष्टि का उपयोग स्वयं अपने शिक्षण में सुधार के लिए कर सकता है उदाहरण के लिए यदि आप नियमित रूप से देखते हैं कि छात्र बार बार कुछ गलतियाँ कर रहे हैं तो शिक्षक के लिए यह प्रतिपुष्टि बन जाता है कि उन्हें अपने शिक्षण में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे त्रुटियाँ न हों रचनात्मक मूल्यांकन विधियों द्वारा सबसे प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान की जाती है रचनात्मक मूल्यांकन विधियों का मतलब है कि आप उन्हें कुछ करने के लिए कह रहे हैं जिसका उपयोग केवल सीखने की सुविधा के लिए किया जाता है लेकिन अंतिम ग्रेड में योगदान देने के लिए नहीं जब आपकी प्रतिक्रिया उच्च गुणवत्ता की होती है अर्थात आप विशिष्ट और विस्तृत होने जा रहे हैं तो इसका सबसे अधिकतम प्रभाव कमजोर शिक्षार्थियों पर पड़ता है जैसा कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के संस्थान हैं इनमें से कई कॉलेजों की चिंताओं में से एक यह सुनिश्चित करना है कि उत्तीर्ण प्रतिशत बहुत अधिक हैं या विफलताओं को कम करना है विफलता छात्र और संस्थान दोनों के लिए भी महंगी है विफलताओं को कम करने के लिए विधियों में से एक उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिक्रिया प्रदान करना है हम मानते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिक्रिया प्रदान करना निर्देश में उच्चतम मूल्य का है आइए हम दो अलग अलग अभ्यासों को देखें एक हम इसे सामान्य अभ्यास कहते हैं और दूसरा अच्छा अभ्यास कभी कभी यह सामान्य अभ्यास भी प्रभावी ढंग से नहीं होता है इसका मतलब है कि शिक्षक कक्षा में कुछ प्रस्तुत करता है और इसमें कोई ट्यूटोरियल शामिल हो भी सकता है और नहीं भी इसलिए परीक्षा आयोजित होने पर ही छात्र को पता चलेगा कि उसने कुछ सीखा है या नहीं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तथाकथित गृहकार्य भी इतने प्रभावी नहीं होते हैं क्योंकि जब छात्र को उसमें अधिक महत्व नहीं दिखाई देता है तो छात्र एक दूसरे से नकल करने की प्रवृत्ति रखते हैं ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे ऐसा नहीं कर सकते ऐसा न करना ही सुविधाजनक है आइए हम तथाकथित सामान्य अभ्यास में चरणों के अनुक्रम को देखें जो कि मेरी राय में उचित रूप से अच्छा है शिक्षक पहले नए ज्ञान की व्याख्या और प्रदर्शन करता है जो आमतौर पर कक्षा में होता है शिक्षक समझ के स्तर की जांच करने के लिए कुछ प्रश्न पूछता है और स्वयंसेवकों द्वारा प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से दिया जाता है स्वयंसेवकों का मतलब केवल कुछ ही छात्र हैं जो हाथ उठाकर सवालों के जवाब देंगे और बाकी लोग चुप रहेंगे फिर शिक्षक कक्षा में पूरा करने के लिए एक कार्य निर्धारित करता है यह मुख्य रूप से तब होता है जब आपके पास एक प्रभावी ट्यूटोरियल सत्र होता है छात्र कार्य को पूरा करते हुए उसे प्रसारित करते हैं जहाँ आवश्यक हो प्रतिक्रिया देते हैं सत्र के अंत में सभी छात्रों के कार्यफाइलें लेता है कार्य को चिह्नित करता है और कार्य पर टिप्पणी लिखता है वह अगली कक्षा में छात्रों को चिह्नित प्रतिक्रिया देता है और काम में कमजोरियों पर चर्चा करता है आइए देखें कि हम क्या एक अच्छा अभ्यास मानते हैं शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि वे विचाराधीन कार्य के बारे में पहले से क्या जानते हैं उदाहरण के लिए यदि समस्या को हल करना है तो शिक्षक समस्या प्रस्तुत करता है और पहले छात्रों से पूछता है कि ऐसा क्या है जो वे पहले से ही कार्य के बारे में जानते हैं और वह मुख्य बिंदुओं को लिखती है जो वे बोर्ड पर बनाते हैं इसलिए अलग अलग छात्र अलग अलग बिंदु बनाते हैं उसे पता चलता है कि वे पहले से ही काफी मात्रा में जानते हैं लेकिन कुछ पहलुओं के बारे में कम जिसका वह वर्णन करती है इसका मतलब है कि जहां कहीं भी उन्हें उनके द्वारा बनाए गए बिंदुओं में अंतराल मिलेगा वह तब समझाएगी फिर शिक्षक कुछ उदाहरण दिखाते हैं जहां कुछ गलत निर्णय लिए जाते हैं और पूछते हैं कि उन्हें कैसे ठीक किया जाए आप की गई त्रुटियों की पहचान करके सीखते हैं और वह छात्रों से एक अच्छे समाधान के लिए मानदंड तैयार करने के लिए कहती है हाथ में समस्या का एक अच्छा समाधान क्या होता है और यहीं पर छात्र जोड़ियों में काम करते हैं वे एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं और यह कहते हुए सुझाव देते हैं कि यह वही है जिसे वे एक अच्छा समाधान मानते हैं वह बोर्ड पर सहमत मानदंड लिखती है वह छात्रों को एक समस्या हल करने के लिए तैयार करती है और उन्हें बताती है कि उनका समकक्ष मूल्यांकन किया जाएगा यानी हर किसी के समाधान का मूल्यांकन कोई और करेगा छात्र अपनी समस्याओं को तब पूरा करते हैं जब वह जरूरत पड़ने पर मदद देने के लिए सर्कुलेट करती हैं अगर उसे कोई कमजोरी नजर आती है तो वह कहती है देखो तुमने कैसा किया वह कठिनाई का निदान करने और उनकी मदद करने के लिए छात्र द्वारा दिए गए उत्तर का उपयोग करती है जब वे काम कर रहे होते हैं तो वह छात्रों को याद दिलाती हैं कि वे समकक्षों के आकलन से पहले मानदंडों के खिलाफ अपने काम की जांच करें इसका मतलब है कि बोर्ड पर लिखे मानदंड और समाधान निकाला है उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बोर्ड पर लिखे गए सभी मानदंड उनके द्वारा बनाए गए समाधान से पूरे हों फिर शिक्षक प्रत्येक छात्र से समाधान एकत्र करता है और उसे अपने साथियों को चिह्नित करने के लिए देता है एक सरल विधि पर काम किया जा सकता है जिसमें छात्र अपना नाम कागज पर लिखता है विद्यार्थी अपने साथियों के कार्यों को सहमत मानदंडों के विरुद्ध चिह्नित करता है पेंसिल में टिप्पणियाँ लिखता है और वह इस प्रक्रिया में फिर से मदद करने के लिए प्रसारित करती है जब आप उस प्रक्रिया में दूसरों को सही कर रहे होते हैं तो कोई भी सीख जाएगा काम सही मालिक के पास वापस चला जाता है और शिक्षक उनके लिए उनके काम पर टिप्पणियों को पढ़ने के लिए अंकन की जांच करने और काम में सुधार करने के लिए थोड़ा समय छोड़ देता है वह उन छात्रों से पूछती है जिनका काम है और वह इसे फिर से करने के लिए खुश नहीं थी और अगली कक्षा की शुरुआत में उसे जमा कर देती थी इन सबके बावजूद कुछ छात्र प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं इसलिए उन्हें अगले दिन जमा करने के लिए कहा गया वह पूछती है कि अंकन में कौन से मुद्दे आए और कुछ बिंदुओं को स्पष्ट किया हमने देखा कि हम सामान्य अभ्यास और अच्छे अभ्यास को क्या कहते हैं यदि आप इस सामान्य अभ्यास को देखते हैं पढ़ाना है सीखने का परीक्षण करना है इसे ग्रेड देना है और फिर आगे बढ़ना है यदि यह ईमानदारी से किया जाता है तो वर्तमान में जो हो रहा है उसमें यह पहले से ही एक महत्वपूर्ण सुधार है शिक्षक छात्रों को सुधार करने के बारे में कुछ टिप्पणियां देता है लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य अंकन करते समय काम को यथासंभव सटीक रूप से ग्रेड करना है इस दृष्टिकोण के पीछे एक आम धारणा यह है कि सीखने की गुणवत्ता और मात्रा प्रतिभा या क्षमता पर निर्भर करती है खराब सीखने को आमतौर पर क्षमता या बुद्धि की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है यदि आप यह धारणा बनाते हैं और यदि आप इस तथाकथित कमज़ोर छात्र का अनुसरण करने वाले किसी भी अभ्यास का पालन करते हैं तो वह हमेशा कमज़ोर रहेगा अच्छा अभ्यास शुरू में यह बहुत जटिल लगता है इसमें बहुत सारे चरण शामिल हैं लेकिन जितना समय बिताया जाता है वास्तव में वह उतना डरावना नहीं है जितना दिखता है पहली बात यह है कि यह संभव है और कुछ अभ्यास के साथ शिक्षक अनुकूलन कर सकता है क्योंकि आप इसे नियमित आधार पर करने जा रहे हैं कोई भी सभी चरणों में बहुत अच्छी तरह से महारत हासिल कर सकता है एक रचनावादी द्वारा एक अच्छी प्रथा का पालन किया जाता है शिक्षक जो मानता है कि क्षमता जन्मजात नहीं है बल्कि सीखा हुआ है कुछ लोग तेजी से सीख सकते हैं लेकिन सीखने की क्षमता सीखी जा सकती है वह पता लगाती है कि छात्र पहले से क्या जानते हैं किसी भी गलत धारणा को सुधारते हैं और फिर इस पर निर्माण करते हैं वह चाहती हैं कि छात्र लक्ष्यों को अच्छी तरह से समझें ताकि वे लक्ष्यों की दिशा में अपनी प्रगति पर खुद को अच्छी निरंतर सूचनात्मक प्रतिक्रिया देने में सक्षम हों अच्छे अभ्यास के संबंध में लक्ष्य केवल छात्रों को प्रतिपुष्टि देने वाले शिक्षक नहीं हैं इन छात्रों को अच्छी निरंतर सूचनात्मक प्रतिक्रिया देने में सक्षम होना चाहिए अंत में छात्रों को यह जानने में सक्षम होना चाहिए कि वे वास्तव में कैसे कर रहे हैं यदि वे जो कुछ कर रहे हैं उसमें दोष ढूंढ सकते हैं तो वे सुधारात्मक कदम उठाने और लगातार सुधार करने में सक्षम होंगे इसका मतलब है कि उनकी खुद से सीखने की क्षमता में काफी सुधार होगा मूल्यांकन के लिए शिक्षकों का दृष्टिकोण लक्ष्यों को स्पष्ट करना सीखने में त्रुटियों और चूकों का निदान करना और फिर उन्हें ठीक करना है वह मूल्यांकन के उद्देश्य को सुधार के रूप में देखती है न कि सीखने के माप के रूप में क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था प्रतिक्रिया प्रदान करने का प्रमुख तरीका रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से है ये तीन शब्द लक्ष्य पदक और मिशन सैडलर द्वारा पेश किए गए हैं वे ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग हम बिना भ्रमित किए या अपने जीवन को जटिल बनाए बिना कर सकते हैं लक्ष्यों को पाठ्यक्रम के परिणामों के रूप में बताया गया है जिनसे हम परिचित हैं पाठ्यक्रम के परिणामों को कैसे लिखना है और वास्तव में वे क्या हैं और हमने देखा है कि पाठ्यक्रम के परिणामों के तत्वों में क्रिया शामिल है यदि आप वास्तव में बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं तो वे संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोप्रेरक से संबंधित हो सकते हैं जो संबंधित क्रिया क्रियाओं द्वारा दर्शाए जाते हैं ज्ञान ज्ञान की चार सामान्य श्रेणियों और चार श्रेणियों से इंजीनियरिंग ज्ञान शर्तें जिसके तहत कार्रवाई करने की आवश्यकता है और मानदंड यह दर्शाता है कि शिक्षार्थी द्वारा स्वीकार्य प्रदर्शन क्या है एक अच्छा समाधान क्या है अगर आपको टीएएलई 1 में याद हो तो हमने इन चार तत्वों के बारे में एक CO लिखकर बात की थी इन चार तत्वों में क्रिया और ज्ञान तत्व अनिवार्य हैं जबकि शर्तें और मानदंड वैकल्पिक हैं लक्ष्य कुछ और नहीं बल्कि पाठ्यक्रम के परिणाम हैं लेकिन लक्ष्यों को बहुत स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए और यही कारण है कि पाठ्यक्रम के परिणामों को सावधानी से लिखा जाना चाहिए पदक यानी आप खुद को पदक देते हैं यह क्या दर्शाता है अब आप बताए गए सीओ के संबंध में कहां हैं क्योंकि मुझे यही हल करना है और मैं कक्षा में सुनने और समस्याओं को हल करने के माध्यम से रहा हूं यही वह जगह है जहां मैं हूं पदक में कहा गया है कि वास्तव में आप कहां हैं यह कार्य केंद्रित जानकारी है कि आपने क्या किया या सीओ के संदर्भ में अच्छा किया इसे सूचनात्मक टिप्पणियों के रूप में होना चाहिए ये पदक प्रक्रिया के लिए हो सकते हैं आपने प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन किया है और हम उत्पाद में भी रुचि रखते हैं तो पदक प्रक्रिया से संबंधित पदक या उत्पाद संबंधी पदक हो सकते हैं कुल मिलाकर ग्रेड अंक वगैरह पदक नहीं हैं क्योंकि वे इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं देते हैं कि कार्य किस पहलू में अच्छी तरह से किया गया है तो मिशन है अगर मुझे पता है कि मैं कहां हूं और मैं अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचूं मुझे अपने मध्यवर्ती लक्ष्यों को निर्धारित करने की आवश्यकता है यदि मैं यहां हूं तो लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मुझे किन चरणों से गुजरना होगा यह लगभग गुणवत्ता पाश टीएएलई 1 में उल्लिखित के बराबर है जिसे पीडीसीए कहा जाता है निरंतर सुधार के लिए डेमिंग चक्र को पीडीसीए के रूप में परिभाषित किया गया है और यह लगभग समान है प्रदर्शन में सुधार के लिए यह एक विशिष्ट लक्ष्य है आपके पास प्रक्रिया लक्ष्य या उत्पाद लक्ष्य हो सकते हैं मिशन में सुधारात्मक कार्य या पिछले कार्यों में अन्य सुधार मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए या अल्पकालिक लक्ष्य शामिल हो सकते हैं जो भविष्य के काम के लिए दूरंदेशी और सकारात्मक हैं मिशनों का पिछड़ा दिखना आम बात है यह कहते हुए कि मूल अवधारणा को समझने में बहुत सारी गलतियाँ हैं जब भविष्योन्मुखी और सकारात्मक होना चाहिए तो अगली बार सुनिश्चित करें कि आप इन मूल अवधारणाओं की जाँच करें इस तरह से प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है एक मिशन काफी चुनौतीपूर्ण होना चाहिए लेकिन प्राप्त करने योग्य होना चाहिए जो कि मिशन की विशेषताएं हैं प्रतिक्रिया को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए पदक और मिशन प्रतिक्रिया प्राप्ति के बारे में गैर निर्णयात्मक होना चाहिए क्योंकि यह केवल रचनात्मक मूल्यांकन है आप ग्रेड नहीं दे रहे हैं और किसी भी परिस्थिति में छात्र पर नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कई छात्र इरादे की विफलता से पीड़ित हैं यानी वे गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सीओ की गलत व्याख्या की है एक चीज जो शिक्षक को स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है वह यह है कि क्या छात्रों ने सीओ या योग्यता को समझा है छात्रों को खुद को प्रतिक्रिया देने में सक्षम होना चाहिए जिसे हमने मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया है अन्यथा वे कार्यों में सफल होने या सुधार करने में असमर्थ होंगे ऐसा करने के लिए उन्हें सीओ को समझने और इनके खिलाफ अपने स्वयं के कार्य का मूल्यांकन करने में सक्षम होने की आवश्यकता है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें शामिल प्रक्रियाएं और स्वयं की प्रतिक्रिया का उपयोग करने की क्षमता और तथाकथित मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान जिसका अर्थ है यह पता लगाना कि आप कहां हैं और आपको क्या करने की आवश्यकता है प्रतिपुष्टि का प्रभावी उपयोग करने के लिए ये सभी आवश्यक तत्व हैं एक शिक्षक किन प्रतिपुष्टि रणनीतियों का उपयोग कर सकता है परस्पर संवादात्मक शिक्षण विधियों स्वयं और साथियों के मूल्यांकन का उपयोग करें अभ्यास के लिए समय दें छात्रों को यह दिखाने के लिए कहें कि वे मानदंडों को पूरा कर चुके हैं छात्रों को उनकी प्रगति का ग्राफिक रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए कहें स्वयं की प्रगति का इस प्रकार का ग्राफिक प्रतिनिधित्व छात्र द्वारा किया जाता है शिक्षक द्वारा नहीं छात्र किसी विशेष सीओ के संबंध में अपनी पुस्तक में रख सकता है वह एक ग्राफ बना सकता है और कह सकता है कि वह वास्तव में कहाँ है और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है वह ग्राफ को ऊपर की ओर धकेलता रहता है समूह या जोड़ी में कार्य का उपयोग करें जो सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण में भी महत्वपूर्ण रूप से मदद करेगा निम्नलिखित निर्देशात्मक घटक समानताएं और उपमाएं हैं वे क्यों महत्वपूर्ण हैं एक छात्र जो भी नई चीज सीखने की कोशिश कर रहा है उसे उस चीज से जोड़ा जाना चाहिए जो छात्र पहले से जानता है यह पता लगाने का एक तरीका है कि वे वास्तव में क्या जानते हैं आप उपमाओं और मॉडलों का उपयोग कर सकते हैं शिक्षक को उपमाओं का प्रयोग करना चाहिए कुछ उपमाएँ कुछ विद्यार्थियों के लिए अधिक अर्थपूर्ण हो सकती हैं और कुछ अन्य सादृश्य विद्यार्थियों के किसी अन्य समूह के लिए अधिक अर्थपूर्ण हो सकते हैं इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक उतने ही उपमाओं और उपमाओं करे जो शिक्षक दिए गए समय में उपयोग कर सके स्पष्ट रूप से छात्रों को समानता और अंतर की पहचान करना सिखाने से ज्ञान को समझने और उपयोग करने की उनकी क्षमता में वृद्धि होती है उपमाओं का अर्थ यह नहीं है कि यह समान है ये वैसा नहीं है यह कुछ समान है उदाहरण के लिए बिजली एक पाइप से बहने वाले पानी की तरह है यदि आप एक पाइप से बहने वाले पानी और एक तार के माध्यम से बहने वाली धारा की कल्पना करते हैं और इन दोनों की तुलना करते हैं तो कई समानताएं होंगी लेकिन उनमें कई अंतर भी होंगे इन अंतरों को देखकर कोई भी समझ पाएगा लेकिन फिर भी आप जिस सादृश्य या उपमा का उपयोग कर रहे हैं वह कुछ ऐसा है जिससे छात्र पहले से ही परिचित हैं एक पाइप के माध्यम से प्रवाह आम तौर पर छात्रों को पता चल जाएगा कि जब तक वे शुरू करेंगे तब तक हम उनके इंजीनियरिंग कार्यक्रम के बारे में बताएंगे छात्रों को स्वतंत्र रूप से समानताओं और अंतरों की पहचान करने के अवसर प्रदान करने से ज्ञान को समझने और उपयोग करने की उनकी क्षमता में वृद्धि होती है इसका अर्थ यह है कि शिक्षक बजाय सादृश्य देने केऔर छात्रों को वास्तव में पता लगाने के लिए खुद के लिए समानताएं और अंतर की पहचान करें इसके लिए कुछ ग्राफिक विधियों का उपयोग किया जा सकता है जो बाद की इकाई में देखेंगे यदि छात्र स्वयं उपमाएँ बनाते हैं तो उपमा और सादृश्य का उपयोग एक सक्रिय शिक्षण पद्धति के रूप में भी किया जा सकता है तो अगला स्तर है आप एक अवधारणा लेते हैं और उनसे उसके लिए उपमा या सादृश्य की पहचान करने के लिए कहते हैं छात्र को अब सादृश्य का निर्माण करना चाहिए और उसे सही ठहराना चाहिए समानताएं और अंतर की पहचान विभिन्न प्रकार के अत्यधिक संवादात्मक तरीकों से की जा सकती है जैसे तुलना करना वर्गीकृत करना रूपक बनाना उपमाएं बनाना ये सभी ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार समझने की श्रेणी में आएंगे यदि शिक्षक प्रत्यक्ष शिक्षण का उपयोग करता है तो इसका अभ्यास कक्षा में किया जा सकता है छात्रों से स्वतंत्र रूप से अभ्यास करवाएं ग्राफिकप्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करके पढ़ाएं ये उपमाओं का उपयोग करने की सभी विधियाँ हैं इसे बनाकर आप एक न्यूरल नेटवर्क को दूसरे न्यूरल नेटवर्क से इंटरकनेक्ट कर रहे हैं जब वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे बिल्कुल समान हैं लेकिन वे समान हैं यह अभी भी छात्र को लंबी अवधि की स्मृति में बेहतर ढंग से सोचने और जानकारी को बनाए रखने में मदद करता है हम आपसे एक अभ्यास करने का अनुरोध करते हैं आपके द्वारा पढ़ाए गए विषय में एक योग्यता के लिए निर्देश की एक प्रक्रिया अनुक्रम का निर्माण करें जो निर्देशात्मक घटक लक्ष्य और प्रतिक्रिया का उपयोग कर सकता है यदि आपने इसका उपयोग नहीं किया है तो आप लक्ष्य निर्धारित करने और लक्ष्य से कितनी दूर हैं इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए स्वयं एक ऐसा क्रम बना सकते हैं यदि आप इस विशेष ईमेल taleiisctagmailcom पर अपने अभ्यास के परिणाम साझा करते हैं तो हम इसकी सराहना करेंगे अगली इकाई में हम कुछ और निर्देशात्मक घटकों के साथ जारी रखेंगे विशेष रूप से ग्राफिक आयोजकों नोट बनाने और संक्षेप में और कुछ पारस्परिक शिक्षण